प्रोटीन पक्ष में जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी इसलिए अनुक्रम पहचान बहुत उच्च पहचान 84 है सकारात्मक 92 प्रतिशत है इस मामले में आप होमोलॉजी मॉडलिंग कर सकते हैं इसलिए आप होमोलॉजी को देख सकते हैं यहाँ यह एक SRC Kinase है और नीला एक C Yes kinase है और RMSD 109 angstrom है तो RMSD क्या है छात्र रूट माध्य वर्ग विचलन है रूट माध्य वर्ग विचलन इन दो संरचनाओं को हमें कितनी अधिक आवश्यकता है वे एक दूसरे से भिन्न हैं तो यह 109 एंग्स्ट्रॉम है इसलिए हम रामचंद्रन प्लाट को अधिकांश मामलों की अनुमति क्षेत्र में देख सकते हैं तो आप संरचनाओं को देख सकते हैं वे पुष्टि कर सकते हैं और संरचनाएं अच्छे आकार में हैं अब एक बार यह किया जाता है आपके पास एक स्थिर संरचना है अब हमें कुछ गतिशील संरचनाएं करने की आवश्यकता है कुछ अलग अनुरूपण इस मामले में हम मॉडल गतिशील सिमुलेशन कर सकते हैं तो एमडी क्या काम करता है एमडी कैसे काम करता है तो आप कुछ तापमान और दबाव और अलग अलग समय सीमा लागू कर सकते हैं आपको विभिन्न प्रकार की संरचनाएँ मिलेंगी तो हम एम्बर या ग्रोमैक जैसे साहित्य के साथ उपलब्ध विभिन्न पैकेजों का उपयोग कर सकते हैं विभिन्न बल क्षेत्रों आप विशेष प्रोटीन और उनके विभिन्न समय सीमा पर अनुकरण कर सकते हैं आप अनुरूपता प्राप्त कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक बार हम कई समझौते प्राप्त कर लेते हैं ये संरचनाएँ प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली शर्तें हैं इसलिए अंत में हम नमूने का उपयोग करते हैं एक बार जब हम विभिन्न विरूपण के साथ करते हैं लेकिन विरूपण क्लस्टरिंग आप केवल नेअरेस्ट नेइबोर विधि nearest neighbour method का उपयोग करके क्लस्टर कर सकते हैं वो क्या करते है पहले वे संपर्क करते हैं पड़ोसियों की संख्या गिनें किसी भी विशिष्ट कट ऑफ से हम पड़ोसियों की गिनती कर सकते हैं फिर वे लेते हैं सबसे बड़ी संख्या में पड़ोसियों के साथ संरचना एक क्लस्टर के रूप में सभी पड़ोसियों के साथ समान प्रकार के क्लस्टर यह था कि कैसे क्लस्टरिंग कार्य करता है फिर इसे क्लस्टर के पूल से और शेष को इस पूल में शेष समूहों के लिए दोहराएं तो इसी तरह आप कई क्लस्टर बना सकते हैं और इस क्लस्टर से आप नमूना संरचनाओं की पहचान कर सकते हैं आप इसे डॉकिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं तो अगर आप 10 नैनोसेकंड प्रक्षेपवक्र का उपयोग ensembles के भीतर करते हैं आप कर सकते हैं इसलिए 5 पिकोसेकंड के अंतराल के साथ 20000 अनुरूपता प्राप्त करें क्योंकि भले ही हम 5 पिकोसॉकंड 100 नैनोसेकंड के साथ जाएं आपको लगभग 20000 अनुरूपण मिलेंगे 20000 अनुरूपता आपको 10 समूहों में क्लस्टरिंग तकनीक देती है प्रोटीन लें समय सीमा के साथ एमडी सिमुलेशन करें सही उदाहरण के लिए 5 पिकोसेकंड को अनुरूपता मिलती है और विभिन्न समूहों में अनुरूपता की व्यवस्था करना हमारे पास 10 क्लस्टर हैं और हम 10 समूहों को देखते हैं 7 खुले संवहन हैं और 3 घनिष्ठ रचना में हैं तो अगर यह एक खुली रचना है तो लिगैंड जाता है और बँधता है अगर यह एक बंद रचना है हम बांध नहीं सकते इसलिए डॉकिंग के लिए यह अच्छा नहीं है तो यह ठीक है इसलिए यदि आप देखते हैं कि यह क्लस्टर संख्या है और यह एक फ्रेम की संख्या है तो उनमें से कुछ ये तीनों बंद रचना हैं इसलिए हम सभी ओपन अनुरूपता का डेटा लेते हैं तो हमारे पास एक 7 है 1 2 3 4 5 6 7 आप सी 2 देख सकते हैं सी 5 सी 6 C 2 C 5 C 6 क्योंकि यह ठीक है यहां आप सभी सात संरचनाओं के सुपरइम्पोजिशन देख सकते हैं उनमें से कुछ हैं यह लिगंड बाइंडिंग साइड है आप संरचनाओं के सुपरिंपोजिशन को देख सकते हैं तो 7 रचना आप सात संरचनाओं 1 2 3 4 5 6 7 देख सकते हैं यह एक होमोलोगी मॉडलिंग है और यहां यह वास्तविक है अब हमारे पास 9 संरचनाएं हैं इसलिए प्रोटीन पक्ष अब हमारे पास 9 संरचनाएं हैं और लिगैंड पक्ष हमारे पास कितने लिगेंड हैं 11000 के आसपास लिगैंड्स क्योंकि इस लाइब्रेरी से 5000 और कुछ डिकॉय और जानी मानी एक्टिवेस तो अब हम डॉकिंग कर सकते हैं इसलिए यदि आप प्रोटीन जानते हैं तो हम जानते हैं कि सक्रिय साइट अब सक्रिय साइट में कई अवशेष हैं उदाहरण के लिए ये मुख्य अवशेष वेलिन 281 लाइसिन 295 ग्लूटामाइन 339 41 86 arg 88 aspartic acid 404 tyrosine 416 तो अब हम इस सक्रिय साइट एमिनो एसिड अवशेषों के चारों ओर एक ग्रिड उत्पन्न कर सकते हैं क्योंकि लिगेंड संभवतः वे केवल उस क्षेत्र को बांधते हैं आप एक ग्रिड उत्पन्न कर सकते हैं और हम इन सभी 11000 यौगिकों को डॉक करने के लिए उपयोग कर सकते हैं वर्चुअल स्क्रीनिंग की तरह तो इस मामले में हम उच्च थ्रूपुट वर्चुअल स्क्रीनिंग कर सकते हैं या आप एक मानक परिशुद्धता और उपलब्ध अतिरिक्त परिशुद्धता कर सकते हैं वे ग्लाइड मॉड्यूल में उपलब्ध हैं इस श्रोडिंगर में अंत में वे इस समीकरण का उपयोग करके स्कोर प्राप्त करते हैं ग्लाइड स्कोर दिया जाता है क्योंकि उनके पास अलग अलग घटक होते हैं ये कोलम्बिक इंटरैक्शन हैं और हमारे पास वैन डेर वाल्स इंटरैक्शन हैं यहाँ यह एक लाइपोफिलिक इंटरैक्ट है यह हाइड्रोजन बांड है लेकिन यह हाइड्रोफोबिक वातावरण में कार्यात्मक रूप से ध्रुवीय को दफनाने के लिए दिया जाने वाला दंड है क्योंकि यदि आपके पास ध्रुवीय अवशेष हैं तो मुख्य रूप से उनकी सतह सतह के अवशेषों के साथ इंटरैक्ट करती है अगर यह बुरीद हुए के साथ जाता है तो हम कुछ जुर्माना देते हैं यहां आप रोटेटेबल बॉन्ड देख सकते हैं और अन्य इंटरैक्शन देख सकते हैं इसलिए प्रोटीन और लिगैंड के बीच पारस्परिक क्रिया को प्राप्त करने के लिए हमें ये ग्लाइड स्कोर मिलते हैं इसलिए अधिकांश मामलों में हमें अच्छा स्कोर मिलता है लेकिन यहां वे पहले से ही कुछ नंबरों के साथ अनुकूलित हैं तो इस मामले में हमारे पास कुछ मौके भी हैं ताकि यह सर्वश्रेष्ठ हिट की पहचान करने में विफल हो जाए क्योंकि यह डेटा के कुछ सेट के साथ अनुकूलित है तो अब हिट कैसे प्राप्त करें इसलिए हम ग्लाइड स्कोर का उपयोग कर सकते हैं और हम विभिन्न प्रकार की स्क्रीनिंग के साथ उपयोग करते हैं आप उच्च थ्रूपुट स्क्रीनिंग या मानक परिशुद्धता और अतिरिक्त परिशुद्धता के साथ उपयोग कर सकते हैं तो प्रत्येक मामले में आपको कुछ डेटा मिल सकता है और आप सभी डेटा को रैंक कर सकते हैं तो आप सभी स्क्रीन विधियों में से शीर्ष 5 हिट को देख सकते हैं जो 7 एमडी और 1 होमोलॉजी मॉडल संरचना है तो 8 तरीके सही और 8 स्क्रीनिंग आप 5 हिट प्राप्त कर सकते हैं तो हम वर्चुअल स्क्रीनिंग के लिए 40 हिट प्राप्त करेंगे इसी तरह इस मानक परिशुद्धता से 40 और अतिरिक्त परिशुद्धता से 40 इसलिए पूरी तरह से हमें 120 लिगेंड मिलेंगे हम 120 लिगेंड देख सकते हैं इसलिए हमें एमडी व्युत्पन्न संरचनाएं 7 प्राप्त होती हैं होमोलॉजी मॉडल संरचना 8 दूसरी तरफ हमारे पास लिगेंड्स हैं हमारे पास तीन अलग अलग प्रकार की स्क्रीनिंग विधियाँ हैं प्रत्येक विधि हम शीर्ष 5 को लेते हैं इसका मतलब है 8 प्रोटीन में 5 प्रोटीन 40 के बराबर प्रत्येक अलग स्क्रीनिंग विधि 40 40 40 जो 120 देते हैं तो यह एक 120 है इसलिए यदि श्रोडिंगर सबसे अच्छा प्राप्त कर सकता है तो सबसे ऊपर सबसे ऊपर एक होना चाहिए लेकिन अगर आप इस प्रयोगात्मक डेटा को देखते हैं ये लिगेंड हैं हमने कुछ संभावित अवरोध दिखाए एक रैंक नंबर 18 32 और 105 की तरह तो आप इसे यहाँ देख सकते हैं ये वे यौगिक हैं जिन्हें निषेध के कुछ सेट को दिखाने के लिए पहचाना जाता है वे इन अलग अलग रैंक पर हैं 18 32 और 105 कम से कम हम इन सभी यौगिकों को शीर्ष 120 हिट में देख सकते हैं इन 22 मिलियन के बीच क्योंकि हम 22 मिलियन से रैंक करते हैं हमें 120 मिलते हैं इसके बीच हम तीन यौगिकों को देख सकते हैं जो शीर्ष 120 की सूची में हैं अब हम देखेंगे कि वे कैसे इंटरैक्ट करते हैं और कैसे वे एक संभावित लीड कंपाउंड हो सकते हैं तो जो रैंक 18 है उसे ले लो यह वन रैंक 18 है जिसमें इसने 269 का निषेध दर दिखाया है तो आपके पास 1042 का ग्लाइड स्कोर और माइनस 628 की ऊर्जा है इसलिए स्कोर और ऊर्जा में क्या अंतर है तो स्कोर का मतलब है कि उनके पास मूल्य प्राप्त करने के लिए यह इम्पीरिकल समीकरण है अनुभवजन्य समीकरण को रखने के लिए विभिन्न कारकों को मिलाकर और अंत में एक संख्या प्राप्त करें जिसे इसे ग्लाइड स्कोर कहा जाता है ऊर्जा वे वैन डेर वाल्स ऊर्जा और इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा की गणना करते हैं एम्पीयर बल क्षेत्र की तरह फिर वे इस चीज की कुल ऊर्जा देते हैं यह ग्लाइड का उपयोग करने वाली ऊर्जा है तो यहां निषेध 26 प्रतिशत है और फिर देखें कि यह यौगिक है और आप प्रोटीन में प्रोटीन अमीनो एसिड के साथ घिरे देख सकते हैं अब कुछ इंटरैक्ट मैं यहाँ दिखाऊंगा आप इन हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन देख सकते हैं और उनमें से कुछ में हाइड्रोजन बांड हैं आप देख सकते हैं कि यह OD 1 है और यह N 2 वे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन को कर रहे हैं और यहां आप इंटरैक्शन भी देख सकते हैं और यहां सीएच 2 समूहों में हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन हैं तो ये इंटरैक्शन मुख्य रूप से प्रमुख इलेक्ट्रोस्टैटिक और वैन डेर वाल्स इंटरैक्शन हैं तो ग्लाइड स्कोर माइनस 10 है और ग्लाइड ऊर्जा 62 है हम योगदान की जाँच करते हैं वैन डेर वाल्स 41 और कोलम्बिक ऊर्जा शून्य से 21 है अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 62 मिलेंगे तब हम तुलना कर सकते हैं यह वह अणु है जिसे हमने अपने अणु के साथ सी यस काइनेज से प्राप्त किया है यह यौगिक के लिए जिंक आईडी है यदि आप क्रिस्टल संरचना को देखते हैं तो ये इसी प्रकार के यौगिक हैं जो सी यस काइनेज और एएनपी के साथ उपलब्ध हैं तो इस मामले में आप मुख्य रूप से लाइसिन 295 की इंटरैक्ट देख सकते हैं यह एक इंटरैक्शन और टाइरोसिन 416 है उन तीन इंटरैक्शन मुख्य इंटरैक्शन हैं जब यह सह लिगैंड एएनपी के साथ क्रिस्टलीकृत होता है तो आप सह क्रिस्टलीकृत संरचना के साथ साथ एक ही प्रकार के इंटरैक्शन देख सकते हैं हमने वर्चुअल स्क्रीनिंग का उपयोग करके पहचाना इसके बाद यह रैंक 32 है और यहाँ निषेध 248 प्रतिशत है आप इंटरैक्ट के प्रकार देख सकते हैं यह लिगैंड है और आप देख सकते हैं कि वे एक विशेष प्रोटीन में अमीनो एसिड के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं तो यह एक और एक रैंक 105 है यह 248 प्रतिशत भी निषेध है और यहां आप इंटरैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन साथ ही हाइड्रोजन बांड और इस विशेष लिगैंड के लिए अन्य हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन देख सकते हैं तो अगर स्कोर माइनस 88 है और ऊर्जा लगभग समान है जो कि प्रति माइनस 6421 किलो कल पर मोल है तो ऊर्जा एक कदम है तो यहाँ हमने क्या किया आप प्रोटीन साइट लेते हैं लिगैंड लें गुण प्राप्त करें और संख्या कम करें स्क्रीनिंग करें और फिर हमने उचित लिगेंड की पहचान की उदाहरण के लिए इस बॉन्डिंग साइट जानकारी पर गौर करना भी संभव है यदि उनके पास काइनेज अवरोधक हैं क्योंकि हमने पहली प्रतियोगिता में भी हमने उचित संभावित यौगिकों को सीखा इसलिए वे दो अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत हैं टाइप 1 और टाइप 2 एटीपी के साथ प्रतिस्पर्धा पर आधारित है इस प्रोटीन में यदि आप देखते हैं कि दो अलग अलग अनुरूपण हैं तो एक है DFG IN आप यहां देख सकते हैं कि यह एक डीएफजी मूल भाव है डी एसपारटिक एसिड है एफ एक फेनिलएलनिन है जी वह ग्लाइसिन है जिसे आप यहां देख सकते हैं इसलिए यह DFG रूपांकन एटीपी बिंडिंग पॉकेट में है या वे एटीपी बिंडिंग पॉकेट को रोकते हैं अब है कि यहाँ allosteric साइट है कि प्रतिस्पर्धी अवरोधकों है तो इस प्रोटीन में उनके दो अलग अलग प्रकार के रूपांकनों motifs हैं एक DFG IN रचना है इस मामले में टाइप 1 इनहिबिटर रचना में बांधते हैं और टाइप 2 अवरोधक वे DFG बाहर संरक्षण के साथ बाँधते हैं यह जानकारी आप साहित्य से प्राप्त कर सकते हैं और सक्रियण लूप के गति से इस विरूपण के लिए एक अतिरिक्त हाइड्रोफोबिक बंधन को भी उजागर करते हैं सीधे एटीपी बिंडिंग साइट से सटे कि एटीपी बिंडिंग साइटों से सटे एक और हाइड्रोफोबिक बिंडिंग साइट है तो इस मामले में अगर आपको पता है कि DFG इन और DFG में क्या है भले ही होमोलॉजी कम हो स्ट्रक्चर वाइज आप एक समान संरचना प्राप्त कर सकते हैं और आप संरचनाओं को मॉडल कर सकते हैं और मुख्य रूप से विरूपण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो यहाँ यह दो रचना है एक में एक DFG है एक DFG बाहर विरूपण है यह उदाहरण है एक उदाहरण ABL 1 लिंक किनसे है यह लिगेंड के साथ काम्प्लेक्स है यह एक प्रकार का 1 अवरोधक है जो एटीपी प्रतिस्पर्धी है यह डीएफजी में विरूपण है तो यह उस विशेष प्रोटीन के लिए पीडीबी आईडी है इसी तरह यह Imatinib के साथ एक और जटिल ABL 1 Kinase है यह एक टाइप 2 अवरोधक है यह DFG आउट कंफॉर्मेशन में है यह टेम्प्लेट है यदि आप इन दो टेम्पलेट्स को देखते हैं तो अनुक्रम पहचान कम है लेकिन संरचनात्मक रूपबैंडिंग पॉकेट्स में समान संरचनाएं हैं तो फिर हम आसानी से सी यस के साथ संरचनाओं को मॉडल कर सकते हैं आप देख सकते हैं इस विशेष क्षेत्र में आरएमएसडी बहुत कम है यह रचना में है और यह रचना है तो अब यहां हमारे पास केवल 2 संरचनाएं हैं पहले हमने 8 संरचनाओं का उपयोग किया था एमडी से 7 और फिर होमियोलॉजी मॉडलिंग से 1 तब हम एक स्क्रीनिंग का उपयोग करते हैं इसलिए अब हमारे पास दो कन्फोर्मशन है एक है इन कन्फोर्मशन और दूसरा है आउट कॉनफॉर्मेशन और जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी हमें वही तैयार करने की आवश्यकता है आप लिगेंड को तैयार कर सकते हैं और गुण प्राप्त कर सकते हैं और हम औसत संपत्ति मूल्यों के साथ फ़िल्टर कर सकते हैं और फिर हम एक tanimoto गुणांक का उपयोग करते हैं तो हम स्क्रीनिंग के साथ भी ऐसा ही करेंगे आप हम 76627 हिट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसी तरह अगर हम DFG को बाहर निकालते हैं इसलिए हम लगभग 75000 हिट प्राप्त कर सकते हैं फिर हम एक साथ जोड़ते हैं अब हमें लगभग 1 मिलियन यौगिक मिलेंगे फिर हमने क्या किया तो जिन्हें हम फार्माकोफोर आधारित मॉडल के अधीन करते हैं फार्माकोफोर आधारित मॉडल क्या है यदि आप एक प्रोटीन देखते हैं हम सक्रिय साइट देख सकते हैं और मोईएटी देख सकते हैं इस विशेष बैंडिंग साइट के आसपास तो इन एटीपी आधारित मौआटिटिविटी के अनुरूप क्या विशेषताएं हैं तो इस मामले में यदि आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के यौगिकों की संभावनाएं क्या हैं उदाहरण के लिए यहाँ A स्वीकर्ता है D दाता है और H एक हाइड्रोफोबिक है और R सुगंधित वलय है तो ये DFG आउट के लिए एक और उदाहरण है यह imatinib का संरेखण है और आप यौगिकों के लिए एक फार्माकोफोर मॉडल देख सकते हैं जिसे हम आउट कंफॉर्मेशन पसंद करते हैं तो अब आपके पास लिगेंड्स हैं आप इन लिगेंड्स को यहाँ पर स्क्रीन करते हैं और देखते हैं कि वे कौन से लिगैंड्स हैं जो सक्रिय साइट के चारों ओर इस फार्माकोफोर के साथ फिट हैं स्वीकारकर्ताओं दाताओं हाइड्रोफोबिक के साथ साथ सुगंधित छल्ले के आधार पर तो यहाँ हम यह भी जानते हैं कि एटीपी कम्पाउंड इन्हिबिटर यहाँ भी जानते हैं कि हम कंफर्म हैं तो हम इस विशेष साइट के फार्माकोफोर के आसपास के लिगैंड्स को कैसे फिट करते हैं तो जब आप ऐसा करते हैं तब हमें अलग अलग नंबर मिलेंगे और हम फिटनेस स्कोर का उपयोग करके उस नंबर को रैंक कर सकते हैं आप यहां देख सकते हैं कि यह DFG है और आप DFG को देख सकते हैं तो ये लिगेंड हैं जो फार्माकोफोर को फिट करते हैं इसलिए पहले हम फिटनेस स्कोर प्राप्त कर सकते हैं स्क्रीन कर सकते हैं आप फिटनेस स्कोर के आधार पर रैंक कर सकते हैं फिर उदाहरण के लिए संरचना विविधता के साथ जाएं यदि आपके पास 5 वाले हैं वे समान संरचनाएं उच्च स्कोर हैं तो केवल 1 ले उदाहरण के लिए 1 2 3 इसलिए समान संरचनाएं हैं तब आप पहले वाले को लेते हैं फिर सब कुछ ले लो तो फिर हम C Yes किनसे और लिगैंड वास्तविक इंटरैक्शन के बीच इंटरैक्ट कर सकते हैं तो आपको शीर्ष फिट की पहचान करने के लिए विभिन्न मानदंडों का उपयोग करना होगा फ़ार्माकोफ़ोर मॉडलिंग पर आधारित एक फिटनेस स्कोर है और इन यौगिकों की विविधता की जांच करें और फिर लिगैंड के साथ साथ सी यस काइनेज के बीच वास्तविक इंटरैक्ट देखें एक बार जब हम ऐसा करते हैं फिर हमारे पास यौगिक हो सकते हैं इस मामले में हम दो अलग अलग यौगिकों को पा सकते हैं अवरोधक यह बहुत अधिक है पहले मामले में हमने प्रोटीन तैयार किया हमने लिगैंड तैयार किया और हमने डॉकिंग किया लेकिन अलग अलग स्क्रीनिंग की लेकिन हमने रचना पर विचार नहीं किया क्या यह एटीपी साइट के साथ एक बंधन है या यदि यह प्रतिस्पर्धी साइट है इसलिए हमने इस पर विचार नहीं किया इसलिए वहां हमें 31 प्रतिशत का अधिकतम निषेध प्राप्त हुआ लेकिन अब यहां हमने विरूपण और अवरोधकों के प्रकार पर विचार किया अब आप देख सकते हैं कि ये कंपाउंड लगभग 64 प्रतिशत निषेध दिखाता हैं हम स्कोर 1288 प्राप्त कर सकते हैं ग्लाइड्स का स्कोर और माइनस 644 किलोलीटर प्रति सेकंड की ऊर्जा तो यह DFG से विरूपण में है इसी तरह आप एक और डेटा प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यहाँ यह 49 प्रतिशत अवरोध दिखा रहा है और DFG को सुधार के लिए प्राथमिकता देता है तो यहाँ स्कोर माइनस 1016 और माइनस 7105 किलोकल प्रति मोल की ऊर्जा है इसलिए यदि हम यहां संरचना देखते हैं तो इस मामले में आप देख सकते हैं यह फार्माकोफोर है इसमें एक अलग अवशेष हैं और आप विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शन देख सकते हैं आप हाइड्रोजन बांड देख सकते हैं आप हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन देख सकते हैं फेनिलएलनिन 272 यह एक अंगूठी है यह इन pi pi इंटरैक्शन का निर्माण कर सकता है और आप देख सकते हैं यह एनएच है इस के साथ आप सेरीन के साथ हाइड्रोजन बांड देख सकते हैं आप विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शन देख सकते हैं ये यौगिक आप इस नकारात्मक चार्ज अवशेषों या ध्रुवीय अवशेषों के साथ साथ हाइड्रोफोबिक अवशेषों से विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शन भी देख सकते हैं तो वर्चुअल स्क्रीनिंग करो इसलिए यौगिकों के पूल से संभावित यौगिकों की पहचान करने के लिए हमें विभिन्न चरणों का पालन करना होगा स्टूडेंट हमारे पास लिगंडस की एक लाइब्रेरी होनी चाहिए इसलिए पहले हमें एक लाइब्रेरी की आवश्यकता है हां हमारे पास लाइब्रेरी है इसलिए अब यदि आप किसी विशिष्ट लक्ष्य की पहचान करते हैं तो हमें संरचना को जानना होगा तो दो प्रकार आप कर सकते हैं यदि आप संरचना को जानते हैं तो हम सीधे संरचना का उपयोग कर सकते हैं यदि कोई संरचना ज्ञात नहीं है तो आपको क्या करना है हमें होमोलॉजी मॉडलिंग करनी होगी इस मामले में हम दो अलग अलग पहलुओं पर विचार करते हैं एक पहलू यह है कि हमें केवल एक ही फैमिली के साथ अनुक्रम पहचान मिलती है समान फैमिली एसआरसी काइनेज या सी यस काइनेज फिन काइनेज एक ही फैमिली हमने अनुक्रम पहचान के लिए होमोलॉजी मॉडलिंग किया तो फिर हमने उसी फैमिली के टेम्पलेट्स उठाए फिर हमने टेम्प्लेट के आधार पर एक होमोलॉजी मॉडलिंग की तब वे देख सकते हैं संरचना को मान्य करें और यदि यह ठीक है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं और दूसरा पहलू हमें संरचना कैसे मिली यहाँ हम मुख्य रूप से रचना पर विचार करते हैं इसलिए DFG इन और DFG इनहिबिटर्स इनहिबिटर टाइप 1 और इनहिबिटर टाइप 2 के लिए आउट कफोर्मशन इसलिए क्योंकि उन्हें प्रयोगात्मक रूप से दिखाया गया है कि इस प्रकार के अवरोधक वे मुख्य रूप से विशेष साइट के साथ बंधे हैं इस मामले में भले ही आप होमोलॉजी मॉडलिंग करें ये सभी प्रक्रिया क्योंकि वे कहीं भी नहीं बाँधते हैं केवल उस विशेष स्थान पर बाँधते हैं इस मामले में हम उच्च अनुक्रम पहचान के साथ उस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं हमें समान संरचनाएं मिलती हैं और इन दो अनुरूपताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं दो साइट मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि मैंने इसे यहाँ दिखाया है DFG मूल भाव तो एटीपी बाइंडिंग पैकेट है और इससे हम इन दो साइटों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अब प्रोटीन पक्ष और होमोलॉजी मॉडलिंग हम कर सकते हैं प्लस एमडी सिमुलेशन आपको एमडी सिमुलेशन की आवश्यकता क्यों है छात्र अधिक रचना प्राप्त करने के लिए अधिक विरूपण क्योंकि केवल एक ही रचना दिखाई देती है तो संभवतः कई लिगैंड विफल हो सकते हैं क्योंकि यह मामला आप केवल एक ही ध्यान केंद्रित कर सकते हैं इसलिए हम अलग अलग अनुरूप हो सकते हैं तो एमडी सिमुलेशन और फिर हमें 20000 का सुधार मिला एक अलग क्लस्टर में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक क्लस्टर से नमूने उठाए हैं क्योंकि हमने उत्सर्जित निकटवर्ती कन्फोर्मशन को छोड़ दिया है क्योंकि निकटवर्ती कन्फोर्मशन लिगंडस नहीं बंध सकते हैं तो हम केवल खुली रचना लेते हैं तो अब प्रोटीन साइट हमने दो अलग अलग पहलुओं को किया है अब हमारी लिगैंड साइट हमें क्या करना है सबसे पहले हमें ज्ञात एक्टीविटीज को डेटाबेस से बाहर निकालना होगा तो हम एक्सिसिटिंग डेटाबेस से ज्ञात एक्टिविज़ प्राप्त करते हैं तब हमें उस क्रिया के गुण मिलते हैं फिर पूरी लाइब्रेरी पहले हमें लिगेंड तैयार करना होगा क्योंकि बहुत सारी त्रुटियां और अन्य चार्जेज और आयन और सभी और फिर हम इन गुणों की गणना करते हैं और हम कुछ मानक विचलन के साथ ज्ञात एक्टीवेस की तुलना करते हैं यदि यह ज्ञात एक्टीवेस और ज्ञात लिगैंड बहुत भिन्न होते हैं तो हम iइन्हे त्याग कर सकते हैं देखें कि क्या कोई विशेष विचलन यदि आप उन सभी अलग अलग गुणों में से किसी को लेते हैं जो वे फिट करते हैं फिर हम पहले फिल्टर को फ़िल्टर कर सकते हैं और यौगिक प्राप्त कर सकते हैं और फिर हम क्या करते हैं फिर हम एक नियंत्रण के रूप में कुछ decpys और कुछ ज्ञात एक्टीवेस जोड़ते हैं हमें यह जानने की जरूरत है कि क्या अंतिम परिणाम आपको सभी एक्टीवेस की पहचान करना चाहिए लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए फिर इन यौगिकों को फ़िल्टर किए गए यौगिकों के साथ जोड़ें और अंत में स्क्रीनिंग का उपयोग करें और हम यौगिकों को प्राप्त करेंगे फिर हम यौगिकों को रैंक करते हैं और हम इसे प्राप्त कर सकते हैं यह होमोलॉजी मॉडलिंग से है दूसरे प्रकार में यदि आप केवल इन साइटों पर ध्यान केंद्रित करते हैं टाइप 2 इनहिबिटर्स और टाइप 1 इनहिबिटर्स इस विभिन्न साइटों पर फिर हम उस क्षेत्र विशेष पर ध्यान केंद्रित करते हैं विशेष क्षेत्र आप फ़ार्माकोफ़ोर मॉडल विकसित कर सकते हैं और एक हाइड्रोजन बांड और स्वीकर्ता डोनर हाइड्रोफोबिक और एरोमेटिक रिंग्स के संबंध में अवशेषों के प्रकार पर आधारित हो सकते हैं हम सभी लिगेंड को फिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस मॉडल में कौन फिट हो सकता है और आप फिटनेस स्कोर के आधार पर चयन कर सकते हैं इसलिए यदि हम फिटनेस स्कोर प्राप्त करते हैं तो हम यौगिकों को रैंक कर सकते हैं जब यौगिकों पर इसकी नज़र होती है तो उनमें से कई समान संरचनाएँ होती हैं तो इस मामले में अगर 1 विफल रहता है 2 भी शायद असफल होंगे 3 भी असफल होंगे पहले 10 यौगिक उच्च रैंक वाले यौगिक और 10 यौगिक संरचनात्मक रूप से समान हैं यदि पहला विफल रहता है तो उच्च संभावना है कि सभी 10 विफल हो जाएंगे तो इस कारण में इस सभी भ्रम से बचने के लिए हम समान संरचनाएं लेते हैं और इंटरैक्ट की जांच करते हैं इसलिए सबसे अच्छा लो और सभी 9 को त्याग दो इसी तरह आप यौगिकों का चयन करने के लिए विविधता देख सकते हैं फिर एक बार जब आप अलग अलग दूसरी परिशोधन का चयन करते हैं तो खत्म हो जाता है जब हम यौगिक का चयन करते हैं तो यह सी यस काइनेज और लिगैंड के बीच इंटरैक्ट को ठीक से देखता है वे कैसे इंटरैक्ट करते हैं यदि आप सहज हैं तो हम इस आदेश के आधार पर रैंक कर सकते हैं अंत में आप इन यौगिकों का चयन कर सकते हैं इसलिए जब हम प्रयोगों की तुलना करते हैं तो आप लिगैंड के साथ साथ अमीनो एसिड के बीच प्रत्यक्ष इंटरैक्ट देख सकते हैं और आप उदाहरण के लिए अच्छे प्रकार के इंटरैक्शन देख सकते हैं यहां यह 1288 स्कोर है और ऊर्जा 60 है और आप 64 प्रतिशत निषेध देख सकते हैं हम किसी भी लक्ष्य के लिए वैसे ही कर सकते हैं इसलिए हमें प्रोटीन तैयार करने लिगंड तैयार करने की आवश्यकता है और पहले आप जितना संभव हो प्रायोगिक जानकारी एकत्र करें या तो गतिविधियाँ या बाइंडिंग मोड या बाइंडिंग पोज़ या यदि कोई विशिष्ट अवशेष जो शामिल हैं सक्रिय साइटों तो सभी प्रयोगात्मक जानकारी एकत्र करते हैं तो आप अंतिम मॉडल को मान्य कर सकते हैं यदि यह उस विशेष अवशेष के साथ ठीक से इंटरैक्ट नहीं करता है तो आप त्याग कर सकते हैं तब दूसरा हम एमडी सिमुलेशन के साथ मान्य कर सकते हैं विभिन्न एमडी सिमुलेशन संरचनाएं करें इस मामले में आप यह भी देख सकते हैं कि क्या यह विशेष ligand MD के उपयोग से विभिन्न अनुरूपताओं में फिट हो सकता है लेकिन अंततः हर चीज के लिए आपको प्रयोगात्मक सत्यापन की आवश्यकता होती है प्रायोगिक सत्यापन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है एक बार जब आप सत्यापन कर लेते हैं तो आप प्रतिशत अवरोधन के साथ साथ IC50 मूल्यों जैसे अवरोधक स्थिरांक को देख सकते हैं इस मामले में आप अगले स्तर के साथ जा सकते हैं अवरोधक अध्ययन और पशु अध्ययन और फिर अंत में अध्ययन और इतने पर तो वर्चुअल स्क्रीनिंग के क्या फायदे हैं छात्र कम संख्या में कंपाउंड की जांच की जानी चाहिए हम आप कम संख्या में यौगिकों को संकुचित कर सकते हैं इसलिए यह वस्तुतः स्क्रीन हो सकता है अन्यथा 22 मिलियन यौगिक करने के बजाय तो इस प्रतियोगिता में कई समूहों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और विभिन्न समूहों ने उन यौगिकों को दिखाया जो पूरी तरह से अलग हैं अलग अलग समूहों में कई यौगिक अतिव्यापी नहीं होते हैं तो फिर इस मामले में उन्होंने विभिन्न समूहों से 120 यौगिकों का चयन किया अगर 5 समूहों का मतलब है कि लगभग 600 यौगिक वर्तमान में 22 मिलियन यौगिकों के बजाय लगभग 10000 यौगिकों की जांच की गई अच्छी तरह से उस मामले में वे लगभग 25 से 30 यौगिक पा सकते हैं जो एक उच्च निषेध दर दिखा रहे हैं इसलिए कम्प्यूटेशनल रणनीति का उपयोग करते हुए 22 मिलियन यौगिकों को करने के बजाय उन्होंने विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया वे मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करते हैं वे फ़ार्माकोफ़ोर आधारित मॉडलिंग का उपयोग करते हैं उन्होंने लिगैंड आधारित मॉडलिंग का उपयोग किया और उन्होंने एक संरचना आधारित डिजाइन का उपयोग किया और विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर उन्होंने अंत में यौगिकों की पहचान की वे एक प्रमुख यौगिक के रूप में कुछ संभावित उपन्यास यौगिकों को प्राप्त कर सकते थे और ये एक अवरोधक के रूप में हो सकते थे इसलिए हमने डॉकिंग के बारे में चर्चा की हमने स्क्रीनिंग के बारे में चर्चा की तो हम क्यूएसएआर अध्ययनों का उपयोग करके संभावित अवरोधकों की पहचान भी कर सकते हैं QSAR क्या है छात्र मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध कि हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे यदि आपके पास ज्ञात एफिनिटी के साथ बड़ी संख्या में लिगेंड हैं किसी विशेष लक्ष्य के लिए तो हम मॉडल को फिट करने के लिए QSAR अध्ययन का उपयोग कर सकते हैं और इसका उपयोग करके हम नए यौगिकों की पहचान कर सकते हैं जो आप प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित कर सकते हैं चाहे ये यौगिक किसी भी अवरोधक के रूप में संभावित लीड यौगिकों के रूप में ले सकते हैं कि हम अगली कक्षाओं में चर्चा करेंगे ध्यान देने के लिये आपको धन्यवाद